सुप्रभात मित्रों आइए हम उस उदाहरण पर एक नजर डालें जहां हम विंग लोडिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर आप याद करते हैं तो हमारी मिशन की आवश्यकताएं Vmax ≥ 130 kts थीं तो टेक ऑफ़ की दूरी 1000 फीट के बराबर थी तब क्लाइंब रेट 1500 फीट मिनट से अधिक था और हां Vstall 50 नॉट के बराबर था और हमने बेसलाइन एयरप्लेन के आधार पर इंजन को चुना है पावर लोडिंग Whp लगभग 8 थी और यदि आप देखते हैं जब आपने विभिन्न कंडीशनस के लिए विंग लोडिंग को कैलकुलेट किया तो हमें कंडीशनस मिलीं यहां एक कंडीशन स्टाल थी टेक ऑफ एक और थी क्लाइंब और फिर क्रूज इन चार पैरामीटर को हमने माना है बस एक उदाहरण को देखने के लिए कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें W S मिला इसके लिए 102 पाउंड प्रति फीट स्क्वायर है और यह 149 lb ft2 है क्लाइंब 62 lb ft2 थी और यह 20 lb ft2 थी बेशक यह इसके बराबर कम है और kgm2 में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे यह लगभग 498 kgm2 मिलता है कृपया कन्वर्जन देखें कि वे सही हैं या नहीं 7275 kgm2 और यह 3027 kgm2 है और यह लगभग 976 kgm2 था अब आप विंग लोडिंग के बहुत सारे वैल्यूज़ देख सकते हैं हमें स्टाल के संदर्भ में मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो कि 50 नॉट से अधिक नहीं हो सकती है टेक ऑफ जो 1000 फीट से अधिक नहीं हो सकती है क्लाइंब कम से कम 1500 फीट मिनट और जब आप एक क्रूज कर रहे हैं तो हम लगभग 130 नॉट ले रहे हैं क्रूज़िंग स्पीड Vmax इससे अधिक हो सकती है यदि अब यह कंडीशन है तो हमारे पास विंग लोडिंग के विभिन्न वैल्यूज़ हैं मुझे कौनसा चुनना चाहिए यही कारण है कि मैं बता रहा था सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वास्तव में हम जानते हैं कि हम किस प्रकार का एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं यदि यह एक एयरक्राफ्ट है जिसमें सबसे प्रिडोमिनेंट चीज होने की रेंज है तो मैं क्रूज कंडीशनस के लिए अधिक वेटेज दूंगा हमें देखते हैं मैं क्रूज कंडीशन को वेटेज देता हूं यह बताता है कि WS लगभग 976 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए और यह बिना कहे है कि हम वहां क्या अर्थ रखते हैं वह है WS यहां 976 kgm2 या 20 lbft2 है जिसका वास्तव में मतलब है कि आप जानते हैं कि इसे वापस WS टेक ऑफ में कैसे कन्वर्ट किया जाए आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक कि ईंधन की कितनी खपत होती है उनके फ्रेक्शन से डिवाइड करें और आपको क्रूज़ मिशन के लिए WS टेक ऑफ आवश्यकता मिलती है यह हम जानते हैं आज हम कुछ अलग चर्चा कर रहे हैं जब WS क्रूज यह है अगर मैं देखना चाहता हूं मेरी स्टाल कंडीशनस पूरी हो रही हैं या नहीं फिर मैं स्टाल ढूंढता हूं जिसकी एक सीमा है 50 नॉट 50 नॉट से अधिक नहीं हो सकते यह मुझे 498 kgm2 के आसपास बताता है अगर मैं क्रूज़ पर आधारित WS को चुनता हूं तो यह बताता है कि मेरे पास WS 976 kgm2 होगा और जिसे मैं वापस यहां से टेक ऑफ में बदल दूंगा यह होगा इससे थोड़ा ज्यादा ही ठीक है यह 120 kgm2 हो सकता है यहाँ पॉइंट बहुत सरल है अगर मैं WS को 110 या 120 kgm2 के रूप में लेता हूं तो समस्या यह है कि यह आपके स्टाल को कैसे प्रभावित करेगा जहाँ तक स्टाल का सवाल है Vstall2WSCLmax WS हमने क्रूज़ से वैल्यू उठाई है जो टेकऑफ़ के लिए उचित रूप से सही है Vstall मैं लगभग 50 नॉट चाहता हूं देखें कि अगरमैं WS को 976 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में लेता हूं स्वाभाविक रूप से आपका Vstall अधिक होगा क्योंकि यह WS के साथ बदलता रहता है Vstall को बनाए रखने के लिए W S की आवश्यकता 498 या उससे कम थी लेकिन हम 976 को चुन रहे हैं जो कि स्टॉल की कंडीशन से निर्धारित से अधिक है जो वास्तव में Vstall में वृद्धि करेगा सब कुछ स्थिर रखते हुए लेकिन वह है कंडीशन आप वैलिड नहीं कर सकते तो क्या किया जायें यह सवाल है यदि आप रैमर के उदाहरण में देखते हैं तो हमने कोई फ्लैप कंडीशन का उपयोग नहीं किया है और उन्होंने CLmax को लगभग 14 के रूप में लिया है लेकिन इस उदाहरण में मैंने पहले ही मान लिया है कि एक प्लेन फ्लैप है क्योंकि मैं समझता हूं कि 12 का सामान्य एयरफॉइल CLmax आपका काम शुरू करने के लिए एक अच्छा प्रारंभिक नंबर है ठीक है और एक बार जब आप प्लेन फ्लैप का उपयोग करते हैं यदि आप 10 डिग्री का एक डिफलेक्शन देते हैं तो फ्लैप डिफलेक्शन आप आसानी से 14 CLmax को छू सकते हैं लेकिन फिर यहां वापस आ रहा है अगर WS बढ़ता है लेकिन फिर भी आप 50 नॉट या लगभग 25 मीटर प्रति सेकंड रखना चाहते हैं और WS में 976 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में रखते हैं डेंसिटी समान रहता है उसी स्थान पर आप टेक ऑफ कर रहे हैं तो कितने CLmax की आवश्यकता होगी तो वह CLmax निश्चित रूप से यहाँ इस्तेमाल होने वाला CLmax नहीं है तो इस मामले में यदि आप इसे बनाए रखना चाहते हैं तो CLmax को बढ़ाना होगा फिर आप जांचते हैं कि CLmax की कितनी आवश्यकता है और देखें कि क्या CLmax में यह एनहैंसमेंट फ्लैप को आगे डिफलेक्ट करके प्राप्त कर सकती है या नहीं या फ्लैप के थोड़े हाय ऑर्डर का उपयोग करें या नहीं इसलिए इस तरह की बहस चलेगी और अगर यह हर दूसरे पैरामीटर को प्रभावित करने के मामले में जीवन को मिज़रेबल बना रहा है तो आपको एक नज़र रखना होगा कि मैं इसके आसपास खेल सकता हूं या नहीं हम एक उदाहरण को हल करेंगे जो आपको यह दिखाने के लिए है कि किस तरह के मुद्दे आ रहे हैं इसलिए अगर मैं तुरंत स्टाल की कंडीशन और क्रूज की कंडीशन को बनाए रखते हुए एक कनफ्लिक्ट देख सकता था ठीक है आगे हम देखते हैं कि क्लाइंब कंडीशनस लेने से पहले क्या होता है यदि हमें क्लाइंब को 1500 फीट मिनट तक बनाए रखना है तो यह मुझे दो बातें बताता है कि TW होना चाहिए लगभग यदि आप अपने नोटस की जांच करते हैं तो T W लगभग 0465 होगा हां 0465 क्योंकि क्लाइंब रेट के अनुसार क्लाइंब रेट 1500 फीट मिनट थी और हम 70 नॉट की दूरी पर चढ़ने की योजना बनाते हैं जो कि 35 मीटर प्रति सेकंड है हमें G 0212 के रूप में मिला है जो कि क्लाइंब वेलोसिटी के साथ वर्टिकल वेलोसिटी का रेशों था तो अब सवाल यह है कि अगर मैंने क्रूज़ WS 976 को चुना है तो मैं कहता हूं कि मैंने 976 976 kgm2 पर क्रूज़ चुना है लेकिन क्लाइंब की आवश्यकता लगभग 3027 kgm2 है इसका इंप्लीकेशन क्या है अगर आप देखें तो हम लिखते हैं कि WSTW G2TW G2 4CD0πARe WS 3027 kgm2 हमें TW 0465 पर लेकर मिला इसलिए अब अगर मैं WS को 976 के रूप में रखता हूं क्योंकि अगर मैं चुन रहा हूं जो 100 के आसपास हो सकता है तो मैंने आपको बताया कि जब मैं टेक ऑफ कंडीशनस पर वापस कन्वर्ट करता हूं फिर निश्चित रूप से मुझे यूनिट के अनुरूप बनाने के लिए इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 98 से मल्टीप्लाई करना होगा यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पता चल सकता है सब कुछ समान रखते हुए TW की आवश्यकता क्या है और यहाँ से अगर मुझे T W मिलता है जो कुछ वैल्यू A है लेकिन हमने T W को A के बराबर देखा है जिसे मैं WS लगाकर प्राप्त कर रहा हूं क्योंकि जो कुछ भी क्रूज की कंडीशन द्वारा निर्धारित किया गया है मैंने उस वैल्यू को यहां रखा है और मुझे लगता है कि TW क्या है यहाँ से इस एक्सप्रेशन पर आते हुए सब कुछ समान रखते हुए TW550 hρW और देखें कि hp W के लिए क्या आवश्यक है या पावर लोडिंग आवश्यक का इन्वर्स क्या है क्या मैं उस इंजन से प्राप्त करने में सक्षम हूं या नहीं तो इस तरह का एक आईट्रेशन चलेगा और आप देखते हैं कि जब हम वास्तव में एक उदाहरण हल करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी इसी तरह की चीज़ आपको टेकऑफ़ दूरी के साथ मिलेगी यदि आप देखते हैं अगर मैं क्रूज़ WS लेता हूं जो लगभग 97 kgm2 है और टेकऑफ़ दूरी के लिए यह लगभग 7275 kgm2 है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मैं क्रूज़ कंडीशन ले सकता हूं या नहीं तो यह आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है आपको जो परेशान करता है वह यह है और कुछ हद तक एक आईट्रेशन की तरह है जो एक जरूरी है और हमें ऐसा करना होगा एक और बात भी समझें जब मैं क्रूज़ डेटा को करीब से देखता हूं जो आपको निर्णय लेने में मदद करेगा कि क्रूज़ WS क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपने क्रूज़ WS को कैलकुलेट कैसे किया हमने 35 lb ft2 पर डायनामिक प्रेशर एज्यूम किया यह कुछ ऊंचाई पर है जिसे आप पता लगा सकते हैं क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा है कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूं लेकिन अगर आप देखें जब मैंने क्रूज के लिए WS कैलकुलेट किया तो मैंने क्या किया है मैंने लिया है WSqπAReCD0 और यह क्या कंडीशन है यह कंडीशन अधिकतम रेंज के लिए है जहां हम यह मान रहे हैं कि CLCD0K उसी से यह एक्सप्रेशन आई है कांसेप्चुअल स्टेज पर एस्पेक्ट रेशों आपके पास कुछ संख्या है आपके पास कुछ संख्याएँ CD0 002 और CL तय हैं CD0K अब मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछता हूं जब मैं एक डायनामिक प्रेशर के साथ q इंफिनिटि को 35 lb ft2 के रूप में लिख रहा हूं तो q12V2 तो मैं डायनामिक प्रेशर के माध्यम से जानता हूं कि ρ और Vꝏ का कंबीनेशन क्या है यदि मैं इस WS को ट्वीक करना चाहता हूं तो मान लीजिए कि मैं उस WS को देखना चाहता हूं मैं 100 से 150 तक बढ़ाना चाहता हूं ताकि मैं एक समझौता कर सकूं उसके बाद ही मैं यह कर सकता हूं यह है कि मैं डायनामिक प्रेशर को बदल देता हूं या बदले में मेरा मतलब है कि मैं कम ऊंचाई पर आता हूं जिसे आप पसंद नहीं कर सकते हैं या आप स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर एक स्पीड के लिए आप जानते हैं कि स्पीड के लिए अधिकतम 135 नॉट है और हम उस स्पीड के आसपास क्रूज को इवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह समस्या है और मान लीजिए यह मांग करता है कि आपको 97 से घटकर 70 करना है विकल्प मुख्य रूप से आप q इंफिनिटि को कम कर सकते हैं या इसका मतलब है कि इस स्पीड को समान रखते हुए एक विकल्प अधिक ऊंचाई पर जाना हो सकता है वहां आप कम करते हैं लेकिन तब यदि इंजन के प्रकार उपलब्ध नेविगेशन के प्रकार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्लियरेंसेस के प्रकार इस प्रकार के सामान्य एयरक्राफ्ट के लिए हाई एंड ऊंचाई में बहुत भिन्नता है तो इससे आगे जाने की अनुमति नहीं होगी हमें नहीं मिलेगा इसलिए इन सभी प्रकार के कनफ्लिक्ट्स का अंत आ जाएगा और अंत में हमें एक चुनना होगा और फिर हम उसके साथ मिशन के परफॉर्मेंसेस को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे उदाहरण के लिए मान लें कि आप यह सब समझौता करते हैं मान लें कि हमने WS को 110 kgm2 के रूप में तय किया है आम तौर पर यदि आप एक किताब पढ़ते हैं तो थम रूल एडवाइस हमेशा आप सबसे कम विंग लोडिंग लेते हैं यहां सबसे कम विंग लोड हो रहा है स्टाल 498 kgm2 है यह क्यों रेकमेंडेड है सबसे कम विंग लोडिंग का अर्थ बड़ा विंग एरिया है लेकिन आप समझते हैं कि बड़े विंग एरिया का अर्थ है बड़ा स्पैन आपके पास एक बड़ा एस्पेक्ट रेशों होना चाहिए एक बड़ा विंग एरिया का अर्थ है बड़ा ड्रैग तो वे सभी जटिलताएँ आती हैं और फिर सवाल यह है कि अगर मैं सबसे कम विंग लोडिंग क्राइटेरिया को चुन रहा हूं तो मैं यह जांच करूंगा कि मिशन परफॉर्मेंस क्या है यह संतोषजनक है यह स्टाल है मेरा एयरप्लेन यदि आवश्यकता टेकऑफ की कंडीशन पर बहुत सख्त है तो मैं विंग लोडिंग को प्राथमिक महत्व दे सकता हूं जब तक मैं सभी CLmax या हाय लिफ्ट डिवाइस विकल्पों के साथ एग्जास्ट हो जाता हूं यदि यह अधिकतम रेंज और सभी के लिए एक प्लेन है तो मुझे इस पर इतना वेटेज क्यों देना चाहिए ठीक है इसलिए इस तरह की बहस चलेगी और मान लेते हैं कि WS 110 kgm2 है जो हमने तय किया है फिर हमें क्या करना है हमें फिर से अपने सवाल पर जाना है Vmax 130 नॉट फिर टेक ऑफ दूरी 1000 फीट से कम है क्लाइंब रेट 1500 फीट मिनट से अधिक है और Vstall 50 नॉट से कम है इसलिए इस नए विंग लोडिंग के साथ हम यह जांच करेंगे कि मिशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं कुछ आपको ठीक लगेगी कुछ को फिर से देखना होगा कि समझौता करने के लिए मैं क्या बदलाव कर सकता हूं और एक निकट ऑप्टिमाइज्ड समाधान प्राप्त कर सकता हूं विशेष रूप से क्रूज में आपको यह भी समझने की जरूरत है जब मैंने क्रूज को एक्सप्रेशन के रूप में लिखा था अधिकतम रेंज के आधार पर जो qπAReCD0 था यह CLCD0K मानता है इसलिए अगर हमने एक ऐसी ऊँचाई को चुना है जहाँ आप मुख्य रूप से क्रूज़िंग कर रहे होंगे तो W12V2SCL या VC2WSCD0K तो आप देख सकते हैं कि आपका Vcruise किसी दिए गए विंग लोडिंग के लिए निश्चित हो जाता है जो अधिकतम रेंज तक होता है लेकिन आपको यह जांचना होगा कि क्या यह क्रूज़ स्पीड वह है जो ग्राहक ढूंढ रहा है वह कह सकता है कि यह स्पीड बहुत कम है या आप हो सकता है कि यह स्पीड बहुत अधिक आ रही हो उसका बहुत अधिक स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशन पड़ेगा आम तौर पर आप इसे कम पाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे फिर से आप ऊंचाई को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर आप समझौता करते हैं आप कहते हैं कि ओके आई एम सॉरी मुझे यह WS क्रूज़ स्पीड को अधिक वेटेज देकर मिलेगा और उसके अनुसार मैं CL की तलाश करूंगा यह वास्तव में न्यूनतम या अधिकतम रेंज तक की एक कंडीशन नहीं होगी लेकिन आदर्श रूप से कोई क्या करेगा हम ऊंचाई को चुनने की कोशिश करते हैं मैं इस के साथ उड़ता हूं और मेरी क्रूज़ स्पीड स्वीकार्य है आप देख सकते हैं कि अगर मैं rho को कम करता हूं तो क्रूज की स्पीड बढ़ जाएगी इसलिए मैं हमेशा उस तरह की आईट्रेशन कर सकता हूं ठीक है मैं एक ऊंचाई उठाता हूं जहां मुझे वेट के बराबर लिफ्ट lift बनाए रखने के लिए हायर क्रूज़ स्पीड मिलती है CLCD0K पर उड़ान जो मेरे ग्राहक को संतुष्ट करता है यह भी एयरक्राफ्ट में बहुत धीमा नहीं है तो वे सभी इंप्लीकेशनस आ जाएंगे और अंत में आप एक या दो ले लेंगे यही कारण है कि डिजाइन में आपके पास कम से कम दो से तीन कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं जहां तक विंग लोडिंग का संबंध है और विशाल डेटा बेस बनाना उदाहरण के लिए अगर मैं चाहता हूं डेटा बेस बनाना मैं W S के लिए अलग अलग डायनामिक प्रेशर अलग एस्पेक्ट रेशों अलग CD0 के लिए डेटा बेस बनाऊंगा जो सभी मेरे पास उपलब्ध होने चाहिए इसलिए जब भी संकट आता है मैं उन्हें उठा सकता हूं और अपने कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए एक लीनियर इंटरपोलेशन मेथड का उपयोग कर सकता हूं क्रूज के बाद अगर मुझे क्लाइंब पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है तो आपको यह क्लाइंब रेट मिल जाएगी जो भी हमने अधिकतम क्लाइंब रेट को बनाए रखने के लिए निर्धारित की है वह 1500 फीट मिनट है इसे बनाए रखने के लिए आपको अलग अलग ऊंचाई पर एक अतिरिक्त पावर की आवश्यकता है जैसा कि हम हायर और हायर जा रहे थे यह सज्जन नीचे आता है और यह इस तरह से होता है तो अतिरिक्त पावर कम हो जाती है इसलिए यदि आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इसमें क्लाइंब रेट एक विशेष होनी चाहिए मान ले क्लाइंब रेट बी स्टार कहें इस ऊंचाई पर यह क्लाइंब रेट ठीक है अधिक विशिष्ट होने के लिए मान लीजिए कि मुझे अधिकतम क्लाइंब रेट चाहिए यह ρSL सॉरी सर्विस सीलिंग पर 100 फीट मिनट है सर्विस सीलिंग क्या है सर्विस सीलिंग वह ऊँचाई है जिस पर क्लाइंब रेट 100 फीट मिनट है जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से यह बताती है कि आप किस ऊँचाई तक क्लाइंब कर सकते हैं क्योंकि सी लेवल पर आपके पास जो भी क्लाइंब रेट है जैसा कि मैं ऊपर और ऊपर जा रहा हूँ हवा की मात्रा कम हो रही है तो आपका इंजन उस पावर का विकास या वितरण नहीं करेगा जो सी लेवल पर उपलब्ध थी यह कम होता चला जाएगा और साथ ही पावर आवश्यक ग्राफ भी बदलता है जैसा कि हमने देखा है इसीलिए अतिरिक्त पावर कम हो जाती है ठीक है तो मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि विशेष ऊंचाई पर अधिकतम 100 फीट मिनट क्लाइंब रेट जो है सर्विस सीलिंग चूंकि हवा नीचे जा रही है विशेष रूप से ऑक्सीजन नीचे जा रही है तो आप किसी प्रकार के टर्बो चार्जर का उपयोग कर सकते हैं यदि आप हमारे हंसा 3 एयरप्लेन को देखते हैं तो उन्होंने उस ऊंचाई के दौरान इसका इस्तेमाल किया यह ऑपरेशनल है सही है हालाँकि इससे पैसा खर्च होता है एफिशिएंसी कम होती है लेकिन हां हमें उस ऊंचाई पर जाना होगा तो टर्बो चार्जर सुपर चार्जर वगैरह के प्रोविजनस हैं इंजन के साथ एसोसिएटिव जो न केवल अच्छी सर्विस सीलिंग प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि मेंटेनेंस के मुद्दों को भी बनाता है आपको इसके बारे में बहुत विशेष होना चाहिए इसके अलावा सेसना 206 और सभी नॉन प्रेशराइज्ड वाले एयरप्लेन के लिए ऊंचाई से परे आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि केबिन में ऑक्सीजन की मात्रा है ताकि पायलट और यात्री सहज हों ठीक है तो आप पाएंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो उड़ान भर रहे हैं पायलट और कोपायलट कॉन्बिनेशन उड़ रहे हैं वे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क अपने साथ ले जाते हैं तो बस एक कन्वेंशनल जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट के लिए हम ऊंचाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं आपको केवल अतिरिक्त पावर के संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए या विंग लोडिंग थ्रस्ट लोडिंग या CLmax के संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए कृपया याद रखें जैसे जैसे मैं हायर और हायर होता जाता हूं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और इसे पायलट को संभालना पड़ता है उसके पास खुद को सतर्क रखने के लिए कुछ ऑक्सीजन होनी चाहिए तो यह कभी कभी यह तय करता है कि आप उस ऊंचाई पर उड़ान भरने जा रहे हैं या नहीं क्योंकि यह कॉस्ट में जुड़ता है यह बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है